मार्केटिंग रिसर्च विश्लेषण के दूसरे व्याख्यान में सभी का स्वागत है पहले व्याख्यान में हमने चर्चा की कि बाजार अनुसंधान क्या है मार्केटिंग रिसर्च क्या है यह कैसे महत्वपूर्ण है और इसमें अनुसंधान की क्या भूमिका है इसका उपयोग करके कैसे कई कंपनियों ने लाभ उठाया है और कई कंपनियों ने इसका उपयोग न करके कैसे एक बड़ा नुकसान पाया है फिर भी यह बहुत स्पष्ट है कि शोध की आवश्यकता है और बिना शोध के हम इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में नहीं जी सकते हर दूसरे दिन आप देख देखते है की कंपनियां नए उत्पादों और प्रतियोगियों के साथ आ रहे हैं नई नीतियों के साथ आ रही हैं इसलिए अगर कंपनियां या समझने में सक्षम नहीं होंगी की लोगों को क्या चाहिए तो उनका बाजार में रहना बहुत कठिन हो जायेगा आज के व्याख्यान के माध्यम से हम यह जान पाएंगे की अपने शोध की समस्या की कैसे पहचान करें क्यूंकि अगर आपने अपनी समस्या की पहचान कर ली है तो आपने अधिकांश शोध कर लिया है यदि कोई समस्या सही तरह से परिभाषित नहीं की गई है या किसी समस्या को ठीक से समझाया नहीं जा रहा है तो उसका परिणाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अपने एक दोस्त का उदाहरण बता सकता हूं जो मेरे साथ साथ पीएचडी कर रहा था और अचानक 3 साल बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अपने विषय पर सही डेटा नहीं मिल पा रहा है उनका शोध डिजाइन सही नहीं था जिसके परिणामस्वरूप 3 साल बाद उन्हें पीएचडी में अपना शोध विषय बदलना पड़ा और यह बहुत ही खतरनाक चीज है आज की दुनिया में आप इस तरह समय की बर्बादी नहीं कर सकते तो आइए देखें कि आप शोध समस्या को कैसे परिभाषित करते हैं लेकिन इससे पहले कि हम पूरी शोध प्रक्रिया के चरणों में जाएंगे माक्रेटिंग रिसर्च या किसी भी शोध को करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीका होता हैं आपको सबसे पहले समस्या की पहचान होनी चाहिए आपको एक शोधकर्ता के रूप में पहचान करनी होगी और ठीक से पहचानना होगा कि मेरा शोध क्या है आइए हम समस्या की परिभाषा देखें क्या मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ या नहीं यह माध्यमिक बात है लेकिन एक दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता बहुत महत्त्वपूर्ण है उदाहरण के लिए मेरा छात्र अभी कंप्यूटर और मोबाइल के देर से शुरू होने की शिकायत कर रहा था तो अगर कोई कंपनी प्रतिस्पर्धा में आती है तो उसे यह दिखाना होगा की उनका लैपटॉप शुरू करने में बहुत कम समय लेता है पहले के दिनों में यह उपकरण शुरू होने में बहुत समय लेते थे लेकिन अब यह बहुत तेज हो गए हैं लेकिन यह इससे भी ज़्यादा तेज हो सकते है यह एक सवाल है हो सकता है की कई कंपनियां इस बात पर प्रतिस्पर्धी करने की रणनीति बनाये और इसे अपनाने के लिए किस दृष्टिकोण को देखा जाये यह एक समस्या है उदाहरण के लिए टाटा ने यह देख लिया की भारत में सड़कों पर भीड़भाड़ होती हैं और यह समस्या हर एक यात्री की आती है अब समस्या की खोज के बाद आप दूसरे चरण को देखेंगे जो डिजाइन है उस समस्या के लिए एक दृष्टिकोण का विकास बहुत आवश्यक है जैसे की आपको यहां से दिल्ली जाना है आप कई दिन लगा के दिल्ली जा सकते हैं एक रास्ता बहुत लंबा हो सकता है दूसरा मध्यम हो सकता है और तीसरा बहुत छोटा हो सकता है इसलिए हम एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जो संसाधनों को अनुकूलित होगा और सर्वोत्तम संभव तरीके का सही उपयोग करने का प्रयास करेगा इसलिए संसाधन डिजाइन और कुछ नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि यह एक ब्लू प्रिंट या एक नक्शा है जो मूल रूप से आपकी मदद करता है किसी काम को करने का सही तरीका क्या है यह दूसरा विषय है मैं शोध डिजाइन के प्रकारों के बारे में कुछ देर बाद बताऊंगा तो एक बार जब आप शोध तैयार कर लेते हैं तो आपको शोध डिजाइन को सही तरीके से तैयार करना होगा तो अब आपको यह समझना होगा कि मेरा डेटा क्या है मुझे विश्लेषण करने के लिए सही डेटा की जरूरत होगी उदाहरण के लिए मैं एक अध्ययन कर रहा हूँ की एक दुकान में लोग कैसा व्यवहार करते हैं लोगों का अवलोकन करने के लिए मुझे उनका निरीक्षण करना होगा और यह देखना होगा की वे वास्तव में क्या कर रहे हैं हो सकता है कि उपभोक्ता एक उत्पाद को पसंद कर रहे हों लेकिन वे दूसरे उत्पाद को खरीद रहे हों यह कम कीमत के कारण हो सकता है या शायद यह स्टोर में उत्पाद की नियुक्ति के कारण भी हो सकता है इसलिए कोई भी विश्लेषण करने के लिए मुझे डेटा की आवश्यकता होगी जैसा कि मैंने कहा मैं प्राथमिक डेटा लोगों से जा के एकत्र कर सकता हूँ या मैं सेकेंडरी डाटा का उपयोग भी कर सकता हूँ उदाहरण के लिए किसी कंपनी का स्टॉक मूल्य है या किसी कंपनी के पिछले वर्ष के वित्तीय परिणाम या बाजार में हिस्सेदारी या मान लीजिए कि पुराना डेटा की कितने लोगों ने बुलेट खरीदा या बेचा तो अगर मुझे यह देखना हो की कितने लोग जीप खरीद सकते हैं तो यह डाटा मेरे लिए सहायक हो सकता है यह सहसंबंध सही है आपको यह समझना होगा कि कैसे यह बुलेट खरीदने वाले लोगों का डाटा आपके सहायक हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सभी शोधकर्ता आम तौर पर भूल जाते हैं वह हैं डेटा को तैयार करना सिर्फ डाटा का कोई मूल्य नहीं है यह कच्ची प्रकृति का होता है जब तक इसे ठीक से उपयोग न किया जाये इसका कोई मूल्य नहीं है तो आपको डेटा तैयार करना होगा अब उदाहरण के लिए एक डेटा जो हमें द्विपद रूप में या गैर मैट्रिक्स रूप में मिलता है उसके पास सही व्याख्या करने की क्षमता बहुत कम होगी लेकिन वही यह डाटा सामान्य रूप से मिलता है जैसे की वितरण फॉर्म या मैट्रिक्स स्केल में तो उन डेटा में बड़ी स्पष्टीकरण शक्ति होती मान लें कि एक डाटा 10 या हाँ ना फॉर्मेट में है और दूसरा डेटा 12345 अंतराल में है तो पहले डाटा का अर्थ बहुत उच्च या बहुत मजबूत होगा आपके पास यह डेटा स्पष्ट रूप से इस डेटा की तुलना में एक बड़ी व्याख्या शक्ति रखता है तो हम इन चीजों में धीरे धीरे जाएंगे और अंत में डेटा रिपोर्ट तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम रिपोर्ट कहीं से भी और किसी के द्वारा भी तैयार करवा सकते हैं लेकिन नहीं ऐसा नहीं है एक अच्छी रिपोर्ट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दिन के अंत में यह आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है इसलिए यदि आपने इसे अच्छी तरह से नहीं किया है तो शायद यह बहुतों को पसंद नहीं आएगा अब जरा इस पर नजर डालते हैं की इस स्लाइड में यह आदमी क्या सोच रहा है वह भ्रमित है वह सोच रहा है कि कहाँ जाना है क्या करना है हम सभी जीवन में कम से कम एक बार ऐसी स्थिति में आते है जहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है की असल समस्या क्या है आइए देखें कि यहाँ क्या हो रहा है एक दिन मुझे एक फोन आया जो मेरे पूर्व छात्र का था वह डेटा के विश्लेषण में मदद चाहता था उसने मार्केटिंग शोध अध्ययन करते समय एक डाटा एकत्र किया था और वह उसके विश्लेषण में मदद चाहता था कभी कभी आप डेटा एकत्र करते हैं लेकिन उस डेटा का प्रारूप बहुत ही बेकार होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल है और यह मैंने बहुत बार देखा है और फिर मुझसे कहाँ जाता है की कृपया इस डाटा का मेरे लिए विश्लेषण कर दें तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है हमने कुछ बुद्धिमान लोगों को किसी डेटा का विश्लेषण करने के लिए दिया हमने उन्हें एक प्रश्नावली दिया और उसे संरचित प्रारूप से पढ़ने को कहा वह इस डेटा के साथ क्या करने जा रहे हैंउन्हें समस्या को संबोधित करने को भी बोला गया तो आपकी यह अनुसंधान बहुत मुश्किल है डेटा विश्लेषण एक स्वतंत्र अभ्यास नहीं है यह बहुत महत्वपूर्ण है कृपया इसे याद रखें क्योंकि अगर मैं मार्केटिंग रिसर्च पढ़ा रहा हूं तो मैं अधिक उपभोक्ता बाजार के बारे में चिंतित हूं और सभी चीजों के कार्यात्मक क्षेत्रों को जानता हूँ जिन्हें मैंने मार्केटिंग से जोड़ा है लेकिन मान लीजिए कि आपका उद्देश्य किसी मशीन की दक्षता को मापना है तो वह अलग तरह का शोध है जो ऑपरेशन रिसर्च के तहत होगा या कोई व्यक्ति शेयर बाजार की अस्थिरता को समझने में रुचि रखता है तो वह भी अलग प्रकार का रिसर्च होगा तो डेटा विश्लेषण के कोर्स से कोई मतलब नहीं है जब तक दोनों में एक जोड़ न हो जैसे की अनुसंधान और उपभोक्ता व्यवहार तो उपभोक्ता व्यवहार को मार्केटिंग रिसर्च निर्धारित करता है बाजार अनुसंधान के माध्यम से बाजार हिस्सेदारी या बाजार की क्षमता को समझना हालांकि ये सब बाजार से जुड़े हुए हैं तो जहां कहीं भी कोई उपभोक्ता है वहां आपको एक संभावित बाजार मिलता है और इसलिए आप सोचते हैं कि बाजार में हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जाए यह शोध ऑपरेशन रिसर्च हो सकता है यह सिस्टम रिसर्च या एक वित्तीय शोध हो सकता है इसलिए डेटा विश्लेषण का लक्ष्य समस्या घटकों से संबंधित जानकारी प्रदान करना है तो क्या आप समस्या घटक से स्पष्ट हैं दिमाग में पहला सवाल आता है कि अगर हम समस्या के घटकों के साथ स्पष्ट नहीं हैं तो हम कभी भी समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे मैं आश्चर्य में था की उसे मार्किट अनुसंधान समस्या की स्पष्ट समझ नहीं थी है और वह इसे परिभाषित नहीं कर प् रहा था किसी भी पीएचडी विषय या किसी थीसिस के लिए उसके विषय के बारे में संक्षेप में क्यों पूछते हैं क्यूंकि उससे 200 पेज वॉल्यूम या 120 पेज की रिपोर्ट के पीछे की पूरी कहानी पता चल जाती इसलिए यदि आप अपनी समस्या को परिभाषित करने में सक्षम नहीं हैं या इसे ठीक से नाम नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम स्पष्ट नहीं हैं तो मुझे उसकी मार्केटिंग समस्या को परिभाषित करना पड़ा मैंने यह भी पाया की उसका एकत्र किया गया डेटा समस्या के लिए प्रासंगिक नहीं था अंततः वे उसके प्रयास व्यर्थता में चले गए जिसका अर्थ है कि आपकी कड़ी मेहनत का कोई फायदा नहीं है आपको समस्या को हल करने के लिए एक नए अध्ययन को डिजाइन और कार्यान्वित करना पड़ेगा तो इससे आप समस्या को ठीक से परिभाषित करने का महत्व समझ गए होंगे उपरोक्त चित्र में आप एक हाथी को इस तरफ बढ़ते देख रहे है और दुसरे को दूसरी तरफ वह इस तरफ बढ़ कर समाधान के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है यह एक ही समस्या के लिए कभी भी दो विपरीत दिशाओं में संभव है यह कभी भी संभव नहीं है कि यह सही होने वाला है तो समस्याओं के स्रोत क्या होते है वह है की क्या हुआ था और क्या होना था आप कई तरह से एक समस्या की पहचान कर सकते हैं साहित्य के माध्यम से विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के माध्यम से या साहित्य की समीक्षा से और फिर समझे की पूरी प्रक्रिया में क्या कमी है उदहारण के लिए हमारी सेल्स कॉल लक्ष्य से कम हैं हम बिक्री की मात्रा कम होने या निवेश कम होने जैसे उदहारण भी ले सकते हैं तो इस समस्या को समझने के लिए कंपनी कंपनी को उसे परिभाषित करना होगा दूसरा काम यह जानना है की क्या हुआ और क्या होगा मान लीजिए कि जैसा मैंने इस छड़ी की कीमत 100 रुपये रखी है लेकिन लोग इसके 120 रुपये देने को तैयार हैं और मैंने इसके 1 लाख उत्पाद बेच दिए हैं इसका मतलब है की मैंने 20 लाख का नुक्सान कर दिया है इसलिए समस्या को परिभाषित करना बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण के लिए मान लीजिये की धारा तेल ने अपने उत्पाद के डिजाइन को पैकेजिंग को बदल दिया लेकिन इसके बाद पाया की लोगों को यह पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने त्रिकोणीय पैकेट बनाया था जो बच्चों को कभी कभी खेलते वक़्त चोट पहुंचाता था तो यह डिजाइन एक बाजार में शोध के लिए ठीक है उदाहरण के लिए मैं होंडा स्पोर्ट्स कार लेता हूँ कई माताओं ने कहा की उनके बच्चे एडवेंचर स्पोर्ट्स कार चलाते समय प्रभावित हो रहे थे और उन्हें गाड़ी में सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए सुरक्षा का फीचर देने के बाद होंडा ने पाया की उनकी बिक्री काम हो गई है जब उन्होंने बाजार में इसका कारण पता लगाया तो बच्चे जो उनके ज़्यादातर ग्राहक थे उन्होंने बताया की सुरक्षा देते हुए उन्होंने गाड़ी का मज़ा कम कर दिया है और अगर मज़ा नहीं है तो हम एडवेंचर स्पोर्ट्स कार क्यों चलाएं तो तब कंपनी को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलती की है पेपर बोट नाम की एक भारतीय कंपनी बहुत ही दिलचस्प है यह आपको बताती है कि आपने अपने में क्या चूक की है उदाहरण के लिए लोग आज एक बहुत तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो यह कंपनी उन्हें कुछ बचपन के विचारों से कनेक्ट करके खुश करने की कोशिश करती है तो यह बहुत दिलचस्प मामला है जैसा की मैंने कहा की समस्या की पहचान बहुत आवश्यक है इस चित्र में आप देख सकते हैं की यह आदमी पूछ रहा है की क्या मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ इसपर दूसरी महिला कहती है की मुझे इसका एक शब्द भी समझ में नहीं आया है समस्या को पहचानने के लिए प्रबंधकों को उद्देश्यों और वास्तविक प्रदर्शन के बारे में जानकार होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या हैं तभी आप अपनी समस्या को सही ढंग से परिभाषित करने में सक्षम होंगे अवसरों के बारे में जागरूक होने के लिए आपके पास अवसरों की पहचान करने की निगरानी के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए इस चित्र में आप कुछ प्रश्न और उत्तर देख सकते हैं जैसे की किसे इस उत्पाद की आवश्यकता होगी कब होगी या या उपभोक्ताओं को क्या यह उत्पाद पसंद आएगा यदि आप इन छह प्रश्नों का उत्तर दे पाते है तो आपके लिए शोध करना और लक्ष्य का पता लगाना बहुत आसान हो जायेगा जैसा की मैंने लैपटॉप के देर से शुरू होने का उदहारण दिया था अब समस्या यह है कि एक लैपटॉप शुरू होने में देर लगता है तो कंपनी ने यह समस्या देख ली है और इस समस्या का समाधान खोज रही है तो कौन से व्यक्ति को जल्दी शुरू होने वाला लैपटॉप चाहिए कब चाहिए यह उत्तर बहुत आवश्यक है प्रबंधक को समस्याओं के साथ भ्रमित करने वाले लक्षणों से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए चाहे आप आप छात्र हैं या प्रबंधक आपको भ्रमित करने वाले लक्षणों से बचने में सक्षम होना चाहिए मैं अब आपको आईबीएम का उदाहरण देता हूँ आईबीएम ने सोचा कि उसकी मूल योग्यता उसका हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं तो इसके परिणाम स्वरुप उन्होंने उसे आउटसोर्स कर दिया लेकिन कुछ वर्षों में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने अपनी मुख्य योग्यताओं को छोड़ दिया था और परिणामस्वरूप उनके पास कुछ नहीं बचा था और कुछ वर्षों में उनका हार्डवेयर का हिस्सा भी लेनोवो ने अधिग्रहित कर लिया इससे यह समझ मिलती है लक्षण और समस्या अलग अलग होती है लक्षण कुछ प्रमुख तत्वों की निगरानी है इससे स्तर में परिवर्तन होता हैं उपलब्धि लक्षण की भूमिका प्रबंधन करने के लिए है इसमे शोधकर्ता की भूमिका क्या हैशोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधक समस्याओं को सही ढंग से परिभाषित कर रहे हैं यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपने अपनी समस्या को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया तो शोधकर्ताओं को कुछ अतिरिक्त जांच करनी चाहिए हमें कुछ और पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि वास्तव में स्थिति क्या है जो समस्या को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए स्थितिजन्य विश्लेषण के रूप में जाना जाता है मैं आपको यहां क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं यह बोल रहा हूँ की लक्षण और समस्या के बीच अंतर है और आपको समस्या को और अधिक सटीक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है अब समस्याएं क्या हैं आम तौर पर लोग अपने विचारों को बहुत प्यार करते हैं मैं आप सभी शोधकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचार को बहुत ज्यादा पसंद न करें क्योंकि अगर आप अपने विचार को बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू करते हैं तब आप कई अन्य चीजों के प्रति अंधे हो जाएंगे जो संभवतः ठीक हो सकती है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विपणन शोधकर्ताओं द्वारा सही तरीके से उपयोग किए जाने वाले कदम दर कदम कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं है समस्या को सटीक रूप से परिभाषित करना विज्ञान की तुलना में अधिक एक कला है यह गिब्सन कहते हैं यह कोई विज्ञान नहीं है कि आप यह कह सकते हैं कि कदम दर कदम यह होगा और ऐसे होगा यह एक कला है आप यह सब एक साथ कैसे डिजाइन करते हैं यह संपूर्ण समस्या परिभाषा की प्रक्रिया है यदि आप इसे देखें तो यह स्पष्ट है तो इसमे कार्य कैसे शामिल हैं इसमे निर्णयकर्ताओं के साथ चर्चा करनी होती है उदाहरण के लिए यदि आप एक मैनेजर हैं तो यह अलग बात है लेकिन यदि आप एक छात्र हैं तो आपको अपने मार्गदर्शक के साथ चर्चा करनी होगी मैं क्या करने जा रहा हूँ वह कौन सा निर्णय है जो मेरे शोध पर असर डालेगा इसमे साक्षात्कार भी होते हैं और आप प्राथमिक डेटा संग्रह या एक माध्यमिक डेटा संग्रह के साथ काम करते है फिर डेटा का विश्लेषण करना या उसपर किसी प्रकार का गुणात्मक शोध करना समस्या का पर्यावरणीय संदर्भ भी महत्वपूर्ण है आप किस सन्दर्भ में यह शोध कर रहे हैं उदाहरण के लिए मान लें कि आपके हाथ में कितना समय है या आपके हाथ में कितने संसाधन हैं तो अगर आपके हाथ में सीमित पैसे और समय हैं तो आप को प्रमुख विचारधारा को समझना होगा आपको किन सीमाओं को ठीक करने के लिए सीमित करना है इस बात पर एक दिलचस्प बहस चल रही है आप देखते हैं कि प्रबंधन निर्णय और मार्केटिंग निर्णय दो अलग अलग चीजें हैं तो यह वस्तुनिष्ठ सैद्धांतिक आधार है आपको समस्या को परिभाषित करने और फिर इसे पहचान करने और उसके बाद आप इसके पीछे का साहित्य पढ़ेंगे इसके पीछे कुछ सिद्धांत बनाने के लिए विकसित परिकल्पना या अनुसंधान सवालों पर भी नज़र डालेंगे जैसा कि यह परिकल्पना अनुसंधान प्रश्न कहता है कि इसके पीछे आवश्यक है जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रबंधन अनुसंधान और मार्केटिंग अनुसंधान में अंतर है अब प्रबंधन का निर्णय अधिक समग्र बड़ा परिप्रेक्ष्य होता है क्या एक नया उत्पाद पेश किया जाना चाहिए क्या विज्ञापन अभियान को बदला जा सकता है क्या ब्रांड की कीमत बढ़ाई जानी चाहिए दूसरी ओरमार्केटिंग अनुसंधान कहता है की उपभोक्ता वरीयताओं और खरीद के इरादों को निर्धारित करने के लिए काम होना चाहिए वर्तमान विज्ञापन की प्रभावशीलता का निर्धारण करना भी इसका एक लक्ष्य हो सकता है वर्तमान विज्ञापन कितना प्रभावी है आपको याद होगा की मैंने आपको पहले व्याख्यान में बताया था लोग कुछ उत्पादों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और उनकी कीमत के बढ़ने से बहुत दिक्कत हो सकती हैं आपका प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से आपको यह सब तय करना चाहिए अब हम मूल रूप से नलों का निर्माण करने वाली कंपनी का उदहारण लेंगे तो समस्या यह है की इन नलों का हैंडल अच्छा लगता है लेकिन जब आपके हाथ गीले होते हैं तब यह कार्यात्मक नहीं हैं तो इन हैंडल को फिर से डिजाइन करने का क्या उपाय है ताकि जब व्यक्ति के हाथ गीले और साबुन से भरे होते हैं तब भी उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है जब आप समस्या को और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं तो आपके पास सोचने का बेहतर तरीका है आप स्पष्ट रूप से एक बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं अब प्रबंधक का आकलन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है आपको यह समझना होगा की आप किस उद्योग में काम कर रहे हैं आपके प्रतिस्पर्धी कौन हैं क्या एक विशेष उद्देश्य है जिससे की आपस में एक संघर्ष जैसी स्तिथी है हो सकता है सुपरवाइजर की उम्मीद कुछ और है और स्कॉलर की कुछ और इस तरह के एक हालत में वहाँ हित में संघर्ष हो सकता है यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है एक शोधकर्ता को नियंत्रण प्रणाली को समझना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि सिस्टम द्वारा किन लक्षणों की पहचान की जा रही है यह लक्षण कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर मुझे यहाँ दर्द है तो इसका मतलब यह नहीं मुझे लिवर की समस्या है यह गुर्दे की या सिर्फ अम्लता की एक समस्या हो सकती है तो एक लक्षण और एक समस्या को समझना दो अलग अलग चीजें हैं लक्षणों के संदिग्ध कारणों का पता लगाएं सभी संभावित कारणों का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है आपको यह समझना होगा कि इसके संभावित कारण क्या हैं जब हम डेटा विश्लेषण करते हैं तो हम कहते हैं कि निर्धारण का गुणांक बहुत आवश्यक है वह मूल्य बताता है कि हमने पूरे शोध में कितनी व्याख्या क्षमता की है उदाहरण के लिए 33 प्रतिशत R वर्ग और 66 प्रतिशत खोया गया है या इसका उलटा तो आपने कितना खोया है यह सबसे महत्वपूर्ण है शोधकर्ता को संभावित कारणों को एक छोटे समूह तक सीमित करना चाहिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप समस्या तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे यह एक हाथी को पकड़ने की तरह है जैसा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि आप हाथी की पूंछ पकड़ते हैं तो आप सोचेंगे कि यह एक रस्सी है या यदि आप कान को देखते हैं तो यह खिड़की की तरह दिखाई देगा तो अनुसंधान समस्या का उचित परिभाषा महत्वपूर्ण है आपके पास कई समस्याएं हो सकती जैसे की उपभोक्ता प्राकृतिक उत्पादों की खरीदारी बड़े पैमाने पर क्यों नहीं करते या हमे फलों के रास से ज़्यादा कोका कोला क्यों पसंद है हम 20 रुपय की कोका कोला खरीद लेते हैं लेकिन उतने ही मूल्य का फलों का रास क्यों नहीं खरीदते ऐसी कई कई समस्याएं हैं मैंने बस यहाँ एक उदहारण दिया है मार्केटिंग अनुसंधान समस्या की सापेक्ष ताकत और कमजोरियों को निर्धारित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है विशेष रूप से अनुसंधान को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करना चाहिए जैसे की परिवारों का किसी दूकान के चयन का क्या मापदंड होता है जो खुदरा व्यापार की महत्त्वपूर्ण अनुसंधान है परिवारों बहुत साडी दुकानों की प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन कैसे करते हैं विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों के लिए खरीदारी करते समय किन स्टोरों को संरक्षण दिया जाता है क्या एक विशिष्ट उत्पाद के लिए किसी एक दूकान की ज़्यादा खरीदारी है ग्राहकों के जनसांख्यिकीय और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल क्या है क्या यह प्रतिस्पर्धा स्टोर के ग्राहकों के प्रोफाइल से भिन्न है दुकान संरक्षण और वरीयता में विस्तार से दुकान मूल्यांकन किया जा सकता है जब आप यह करने में सक्षम होंगे तो आप अपने ग्राहकों की प्रोफाइल और विशेषताओं को सही तरीके से टैप करने के लिए अपनी रणनीति बदल पाएंगे चाहे वह एक प्रबंधक हो या या अनुसंधान विद्वान किसी को भी अपनी समस्या की पहचान बहुत महत्त्वपूर्ण है इससे अगला कदम आसान हो जाता है की आप अपने समाधान तक केस पहुंचेंगे